इस सप्ताह में हमने नेटवर्क के कुछ महत्वपूर्ण गुणों पर चर्चा की हमने सर्किट की लिनारिटी प्रॉपर्टी के साथ शुरू किया जहां हमने चर्चा की कि होमोजेनििटी और एडीटीवीटी क्या है और फिर हम आगे सुपरपोजिशन थ्योरम की ओर आगे बढ़े और फिर हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और डुअलिटी जैसी अन्य अवधारणाओं पर चर्चा की और फिर अंतिम कक्षा में थेवेनिन थ्योरम की शुरुआत की इसलिए अंतिम कक्षा में हमने मूल रूप से थेवेनिन थ्योरम के पहलू पर चर्चा की जब सोर्स नॉन डिपेंडेंट सोर्स है ताकि वोल्टेज या करंट दोनों इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह हो सकते थे इसलिए इस कक्षा में हम थेवेनिन थ्योरम पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे लेकिन हम उन डिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में अधिक चर्चा करेंगे जो वोल्टेज या करंट हो सकते हैं तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले आइए हम पिछली कक्षा में चर्चा की गई बातों को याद करें हमने थेवेनिन थ्योरम पर चर्चा की और हमने चर्चा की कि लीनियर दो टर्मिनल सर्किट को एक्विवैलेन्ट सर्किट से बदला जा सकता है जिसमें वोल्टेज सोर्स सीरीज में एक रजिस्टर के साथ होता है जहां टर्मिनलों पर एक ओपन सर्किट वोल्टेज है और जब इंडिपेंडेंट सोर्सेज को बंद कर दिया जाता है तो टर्मिनल पर एक एक्विवैलेन्ट रेजिस्टेंस है इसलिए जब हम की गणना करते हैं तो हम इंडिपेंडेंट सोर्सेज को बंद कर देते हैं जिसका अर्थ है कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स शार्ट सर्किटेड किया जाएगा और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स ओपन सर्किटेड किया जाएगा इसलिए यदि हमारे पास एक काफी बड़ा सर्किट है और हम दो टर्मिनलों से जुड़े लोड का अध्ययन करना चाहते हैं तो सर्किट जो नोड्स a और b पर छोड़ दिया गया है वह चित्र में दिखाए गए वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बराबर है तो वोल्टेज एक थेवेनिन वोल्टेज के रूप में सेट किया जा सकता है और रेजिस्टेंस को थेवेनिन रेजिस्टेंस के रूप में माना जाएगा और हम देखेंगे कि दोनों मामलों में टर्मिनल a और b के बीच की V I कैरेक्टरिस्टिक समान होगी तो इसका मतलब है कि दोनों सर्किट समान हैं क्योंकि उनकी V I कॅरक्टरिस्टिक्स समान हैं इसलिए हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी और तब हमने स्थापित किया था कि थेवेनिन वोल्टेज लीनियर दो टर्मिनल सर्किट पर ओपन सर्किट वोल्टेज और के अलावा और कुछ नहीं है लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्सेज को बंद करने पर टर्मिनल पर इनपुट रेजिस्टेंस होता है इसलिए यदि आप टर्मिनल a और b में एक्विवैलेन्ट रेजिस्टेंस को देखते हैं जिसे आप यहां से देखेंगे तो थेवेनिन रेजिस्टेंस के अलावा और कुछ नहीं है अब हमने यह भी चर्चा की कि थेवेनिन रेजिस्टेंस की गणना के लिए हमें दो मामलों पर विचार करने की आवश्यकता है पहला मामला क्या था पहले मामले में नेटवर्क का कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं है और हम सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेज को बंद कर देते हैं जैसा कि हमने अभी चर्चा की है कि वोल्टेज सोर्स को शार्ट सर्किटेड किया जाएगा और करंट सोर्स को ओपन सर्किटेड किया जाएगा और फिर नेटवर्क का इनपुट रेजिस्टेंस है जो पिछले चित्र में a और b टर्मिनलों के बीच दिख रहा है अब इस सत्र में हम केस 2 के बारे में अधिक चर्चा करेंगे इस मामले में नेटवर्क पर डिपेंडेंट सोर्स हैं हम डिपेंडेंट सोर्स को बंद नहीं कर सकते क्योंकि यह कुछ सर्किट वेरिएबल पर डिपेंडेंट है इसलिए हम सर्किट से जुड़े डिपेंडेंट सोर्स को रखेंगे जबकि हम केवल सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेज को बंद कर सकते हैं और चूंकि डिपेंडेंट सोर्स को बंद नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे सर्किट वेरिएबल द्वारा नियंत्रित होते हैं हम उन्हें सर्किट में रखेंगे और हम वोल्टेज को लागू करेंगे जो टर्मिनल a b पर है और करंट को निर्धारित करेगा यदि आपके पास सर्किट के साथ सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेज शून्य के बराबर सेट है और नेटवर्क से जुड़े सभी डिपेंडेंट सोर्सेज को रखते हुए टर्मिनल a और b को वोल्टेज के साथ लागु किया जायगा जो कुछ करंटकी आपूर्ति करेगा तो उस स्थिति में यदि आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ करंट लॉ की मदद से सर्किट को हल करते हैं तो आप थेवेनिन रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर पाएंगे जो के अलावा और कुछ नहीं होगा इसलिए जब आपके पास सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स उपलब्ध होता है जिसे आप हटा नहीं सकते हैं तो आप पहले सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेज को हटा देंगे और फिर वोल्टेज लागू करेंगे और करंट को मापने का प्रयास करेंगे और तदनुसार आप थेवेनिन रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं अब वैकल्पिक रूप से का मूल्यांकन करंट सोर्स डालकर भी किया जा सकता है तो वोल्टेज सोर्स के बजाय यदि आप करंट सोर्स लागू करते हैं तो आप इन दो टर्मिनलों में वोल्टेज को मापेंगे और जब आप मापेंगे तो आपको फिर से का मान मिलेगा इसलिए दोनों ही मामलों में आप दोनों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं और आपको अंततः वही परिणाम मिलेगा तो सर्किट को एक डिपेंडेंट सोर्स होने पर हमें किस प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है हमें ढूंढना होगा जो कि थेवेनिन रेजिस्टेंस है हमें इंडिपेंडेंट सोर्सेज को शून्य के बराबर सेट करना होगा और जुड़े हुए डिपेंडेंट सोर्सेज को छोड़ना होगा अब चूंकि नेटवर्क पर डिपेंडेंट सोर्स हैं इसलिए हमें वोल्टेज या शायद करंट सोर्स की सहायता से बाहर से नेटवर्क को उत्तेजित करना होगा जो टर्मिनलों से जुड़ा होगा आम तौर पर हम को 1 के बराबर सेट करते हैं क्योंकि यह हमारी गणना के लिए आसान होगा और चूंकि सर्किट लीनियर है इसका मतलब है कि हम होमोजेनििटी अवधारणा का पालन करते हैं इसलिए क्या यह 1 वोल्ट या 10 वोल्ट है सर्किट की प्रतिक्रिया तदनुसार बढ़ जाएगी और एक लीनियर सर्किट होने के नाते हमारे लिए किसी भी वोल्टेज को लागू करना बहुत आसान है जिसे हम टर्मिनल पर चाहते हैं लेकिन सबसे आसान 1 वोल्ट है क्योंकि यह गणना को आसान बनाता है अब हमें मान ज्ञात करना होगा क्योंकि हमने सर्किट में वोल्टेज जोड़ दिया है तो हम गणना कर सकते हैं जो कि KVL या KCL की सहायता से टर्मिनलों से होकर बहेगा और फिर हम थेवेनिन रेजिस्टेंस का मान प्राप्त करेंगे जो के अलावा और कुछ नहीं होगा इस मामले में 1 है इसलिए यह 1हो जाएगा हम 1 एम्पीयर करंट सोर्स डाल सकते हैं इससे आपको वैल्यू मिलेगी क्योंकि करंट सोर्स का वैल्यू 1 है अब हम इस अवधारणा को समझते हैं कि सर्किट को कैसे हल किया जाए जब हमारे पास एक उदाहरण की मदद से डिपेंडेंट सोर्स हो अब हम इस विशेष सर्किट को देखते हैं जहां आप देखेंगे कि हमारे पास 5 एम्पियर का एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है इसके अतिरिक्त हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और वोल्टेज का मान 4 ओम रेजिस्टेंस के वोल्टेज पर डिपेंडेंट करता है अब हमें क्या करना है हमें टर्मिनल ab के बाईं ओर थेवेनिन एक्विवैलेन्ट को खोजना होगा इसलिए हमें थेवेनिन एक्विवैलेन्ट का पता लगाना होगा जो पूर्ण सर्किट के एक्विवैलेन्ट होगा अब हम इसे हल करते हैं हमें पहले क्या करना है सबसे पहले हमें के लिए हल करना होगा जो कि थेवेनिन रेजिस्टेंस है उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं हम सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेज को हटा सकते हैं इस मामले में यह एक करंट सोर्स है आप इसे ओपन सर्किटेड कर सकते हैं तो परिणामी सर्किट इस तरह होगा और हमें क्या करने की आवश्यकता है हमें एक वोल्टेज सोर्स जोड़ने की आवश्यकता है जो 1 वोल्ट के बराबर है जो टर्मिनलों a और b से जुड़ा होगा और फिर सर्किट को हल करेंगे इसलिए यहां हमने करंट सोर्स को एक ओपन सर्किट के रूप में बनाया है जो 4 ओम रेजिस्टेंस से जुड़ा है और इसके अलावा हमने टर्मिनल a b में वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स जोड़ा है तो अपडेटेड सर्किट जैसा कि चित्र में दिखाया गया है तब आप देखेंगे कि आप इसे कैसे हल करेंगे आप मेष एनालिसिस का उपयोग कर सकते हैं जिस पर हमने पहले चर्चा की थी इसलिए यहां हमारे पास तीन मेष जुड़े हुए हैं इसलिए हमारे पास और जैसी तीन मेष कर्रेंटस होंगी अब हमें क्या करना है हमें मेष एनालिसिस का उपयोग करके सर्किट को हल करना होगा तो लूप 1 के मामले में मेष समीकरण का मूल्य क्या होगा तो यह लूप 1 है इसलिए जब आप हल करते हैं तब से यह माइनस से प्लस पर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स पर जा रहा है अब यदि आप इस विशेष मेष को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि 4 ओम रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप है और यह करंट गुणित 4 ओम के अलावा कुछ भी नहीं है अब चूंकि करंट की दिशा वोल्टेज की पोलेरिटी के विपरीत है इसलिए क्या होगा आप बस कह सकते हैं तो उस स्थिति में आप इसे सरल कर सकते हैं और आपको यह मिलेगा आगे हमें क्या करना है हमें लूप 2 और 3 के लिए KVL लागू करना है इसलिए यदि आप लूप 2 के लिए KVL लागू करते हैं तो क्या होगा लूप 3 के लिए आपको क्या मिलेगा इसलिए जब आप हल करेंगे तो आपको इसका मूल्य मिलेगा A अब जैसा कि हम जानते हैं कि के बराबर है यदि आप सर्किट देखते हैं तो यह के विपरीत दिशा में है तो हम कह सकते हैं A तो के लिए आपको क्या मिलेगा Ω अब हमें का पता लगाना होगा क्योंकि हमने पहले ही के मूल्य का पता लगाने के लिए पाया है कि हमें क्या करना है हमें टर्मिनलों a और b पर वोल्टेज का पता लगाना होगा तो हम 5 एम्पीयर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को फिर से सर्किट में जोड़ देंगे और फिर हम हल करेंगे इसलिए फिर से हमारे पास सर्किट में तीन मेष बनाए गए हैं जो कि और हैं हम सभी तीन मेषों के लिए मेष समीकरण लिखेंगे इसलिए यदि आप इसे देखते हैं तो आपको बस मिलेगा जो की 5 एम्पीयर के अलावा कुछ नहीं है क्योंकि यह इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है अगले मेष के लिए आपको क्या मिलेगा

अब हम मेष संख्या तीन के बारे में बात करते हैं जो आपको मिलेगी अब हम का मूल्य जानते हैं और इसके अलावा हम डिपेंडेंसी से जानते हैं क्योंकि यह कंसन्ट्रेट मान है इसलिए हम इन का मान डालकर समीकरणों को हल करते हैं अब तो यह बन जाएगा तो एक और समीकरण प्राप्त करने के लिए जो केवल और के संदर्भ में है आप का उपयोग करेंगे जो आपको मिलेगा अब आपके पास ये दो समीकरण है जहां केवल और अज्ञात हैं तो आप इसे हल कर सकते हैं और अंत में आपको एम्पीयर का मूल्य मिलता है अब V तो अब एक और उदाहरण देखते हैं इस सर्किट में यदि आप सर्किट को देखते हैं तो हम थेवेनिन एक्विवैलेन्ट का पता लगाना चाहते हैं लेकिन इस विशेष सर्किट में हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स नहीं है इसलिए सर्किट में केवल एक डिपेंडेंट सोर्स होगा इसलिए इस मामले में हमारे पास करंट सोर्स है जो डिपेंडेंट है तो हमें क्या करना है हम सिर्फ यह देखते हैं कि इस सर्किट में 4 ओम रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में 2 ओम रेजिस्टेंस शामिल है इसलिए ये दोनों पैरेलल में हैं और बदले में डिपेंडेंट करंट सोर्स के पैरेलल हैं अब पहली बात जिस पर हमें विचार करना है कि चूंकि हमारे पास सर्किट में कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है इसलिए हमें सर्किट को बाहरी रूप से उत्तेजित करना चाहिए इसका क्या मतलब है फिर हमें a और b टर्मिनलों पर या तो वोल्टेज या करंट सोर्स को लागू करना होगा ताकि हम इस सर्किट को थेवेनिन एक्विवैलेन्ट का मूल्य पता लगाने के लिए बाहर से उत्तेजित कर सकें अब एक और बात जिस पर हमें विचार करना है वह यह कि चूंकि हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है इसलिए हमें थेवेनिन वोल्टेज के लिए मान नहीं चाहिए क्यों क्योंकि यदि आप इस चित्र को देखते हैं तो इस विशेष सोर्स का मान 2 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से बहने वाले करंट पर डिपेंडेंट करता है इसलिए जब तक हमारे पास कोई बाहरी सोर्स नहीं है तब तक आप इस विशेष सर्किट को सक्रिय नहीं कर सकते हैं जिसका अर्थ है कि यदि आपके पास ओपन सर्किट के रूप में a और b टर्मिनल हैं और आप टर्मिनल a और b में ओपन सर्किट के वोल्टेज का पता लगाना चाहते हैं तो यह हमेशा शून्य रहेगा क्योंकि सर्किट को पावर की आपूर्ति करने के लिए कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हमें इस प्रकार के सोर्स के लिए की गणना करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए जो बचा है वह यह है कि हमें केवल थेवेनिन रेजिस्टेंस के मूल्य का पता लगाने की आवश्यकता है तो अगला सरल दृष्टिकोण या तो आप 1 वोल्ट वोल्टेज सोर्स या 1 एम्पीयर करंट सोर्स लागू करते हैं तो अब हम एक करंट सोर्स लागू करते हैं और इसे हल करने का प्रयास करते हैं अब हम क्या करेंगे हम देखेंगे कि इस विशेष सर्किट में इस विशेष सर्किट में 1 नोड है a b कुछ भी नहीं होगा लेकिन दोनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज भी होगा क्योंकि वे सभी एलिमेंट्स पैरेलल हैं तो हम क्या करेंगे हम इसे नोडल समीकरण की मदद से हल करेंगे क्योंकि इस विशेष सर्किट में किरचॉफ करंट लॉ लागू करना अधिक आसान है तो आइए के मान को 1 एम्पीयर के रूप में डालते हुए नोडल समीकरण को लागू करने का प्रयास करें अब यदि आप इस नोड को देखते हैं कि क्या यह नोड सभी समान पोटेंशियल का कार्य करता है तो अंततः इसे सिंगल नोड माना जाएगा इसलिए इस नोड पर यदि आप किरचॉफ करंट लॉ लागू करते हैं तो पहली बात यह है कि इस विशेष नोड में करंट बाहर है एक और करंट बाहर जा रहा है इस नोड के बाहर जाने वाला एक और करंट है और फिर जो करंट अंदर जा रहा है वह करंट है

अब यदि आप इसे हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा आपको और के संदर्भ में समीकरण मिलेगा अब समस्या यह होगी कि चूंकि हमारे पास केवल एक समीकरण है और हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं इसलिए हमें इस सर्किट को हल करने के लिए कम से कम एक और समीकरण की आवश्यकता है तो हमें दूसरा समीकरण कहां से मिलेगा दूसरा समीकरण जो हमें कंसन्ट्रेट से मिलेगा वह है इस मामले में कंसन्ट्रेट करंट है जो डिपेंडेंट करंट सोर्स के मान को परिभाषित कर रहा है जो कि है अब यदि आप का मान देखते हैं तो के अलावा कुछ भी नहीं है क्योंकि की दिशा प्राकृतिक करंट प्रवाह के विपरीत है यदि वोल्टेज में रिफरेन्स की तुलना में अधिक पोटेंशियल है तो इस तरह यह हो जाएगा हम इस समीकरण में केवल के मान को डाल सकते हैं इसलिए जब आप इन मूल्यों को यहाँ रखते हैं तो आपके पास इस समीकरण में केवल एक अज्ञात के रूप में होगा तो आप केवल का मान लगाकर इसे हल कर सकते हैं और जब आप इसे हल करेंगे तो आपको V का मान मिलेगा अब चूंकि है क्योंकि ampere केवल थेवेनिन रेजिस्टेंस का मान माइनस 4 ओम होगा अब रेजिस्टेंस का नेगेटिव मान हमें बताएगा कि पैसिव साइन कन्वेंशन के अनुसार सर्किट पावर की आपूर्ति कर रहा है

चूँकि रजिस्टर पावर की आपूर्ति नहीं कर सकता है तो कौन पावर की आपूर्ति करेगा डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क से जुड़ा है अब इस उदाहरण में हमने देखा है कि कैसे एक डिपेंडेंट सोर्स और रजिस्टर का उपयोग नेगेटिव रेजिस्टेंस को सिमुलेट करने के लिए किया जा सकता है इसलिए ये गुण बहुत महत्वपूर्ण हैं कभी कभी आपको सर्किट में नेगेटिव रेजिस्टेंस डालने की आवश्यकता होती है और आप इस प्रकार सर्किट की मदद से महसूस कर सकते हैं अब यदि आप एक अलग दृष्टिकोण का उपयोग करके इस समस्या को हल करते हैं कि क्या एक ही समाधान प्राप्त होगा या नहीं तो हम देखते है की अब मान लें कि हमारे पास 9 ओम रेजिस्टेंस और टर्मिनल से जुड़े 10 वोल्ट सोर्स का लोड है तो क्या होता है मान लीजिए कि आप थेवेनिन थ्योरम का पालन नहीं कर रहे हैं और आप सर्किट का एनालिसिस करना चाहते हैं कि आप क्या करेंगे आप सर्किट को देखेंगे कि एक करंट सोर्स एक 4 ओम रेजिस्टेंस के पैरेलल है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लागू किया जा सकता है और आप इसे 4 ओम रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में वोल्टेज सोर्स के साथ 4 ओम रेजिस्टेंस के साथ करंट सोर्स के संयोजन को परिवर्तित करके हल कर सकते हैं यह सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक है जिसे हमने पहले अध्ययन किया था वोल्टेज सोर्स का मूल्य जो निश्चित रूप से डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा क्योंकि यह डिपेंडेंट करंट सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स का मान हो जाएगा और पोलेरिटी प्लस साइन होगा और करंट प्रवाह की दिशा प्लस होगी यही कारण है कि नीचे प्लस साइन और ऊपर माइनस और फिर सीरीज में एक 4 ओम रेजिस्टेंस है तो यह विशेष खंड अब 4 ओम रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में वोल्टेज सोर्स में परिवर्तित हो जाता है फिर आप 2 ओम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं जो कि पैरेलल में फिर से सर्किट का हिस्सा है और यह लोड कॉम्पोनेन्ट है जिसे आपने a b टर्मिनल पर कनेक्ट किया है तो अपडेटेड सर्किट इस तरह दिख रहा होगा यहां हमारे पास दो मेष हैं इसलिए हमें क्या करना है हमें उन दोनों के लिए मेष समीकरण लिखना होगा इसलिए इन दो मेष के लिए दो मेष समीकरण होंगे और साथ ही हमारे पास के लिए एक और कंसन्ट्रेट होगी जो किके अलावा और कुछ नहीं है अब यदि आप इन तीन समीकरणों का उपयोग करते हैं और इसे हल करते हैं तो आपको मिलेगा और लूप 2 में KVL का उपयोग करने पर आपको A मिलेगा क्योंकि आप इसे सर्किट की मदद से हल करते हैं और आपको करंटका मूल्य मिलता है क्योंकि के अलावा और कुछ नहीं है और आप इसके लिए लूप समीकरण लिखते हैं यह वही है जो आपने मेष दो के मामले में इस्तेमाल किया है यहाँ का मान डालिए इसे हल कीजिए आपको मिलेगा कुछ नहीं बल्कि 2 एम्पीयर है अब यह वही है जो आपको मिला है जब आपने इस विशेष सर्किट को हल करने के लिए थेवेनिन थ्योरम लागू नहीं किया था अब आप जानते हैं कि हमने इन दो टर्मिनलों में थेवेनिन रेजिस्टेंस की गणना की है जबकि थेवेनिन वोल्टेज नहीं था इसलिए यदि आप थेवेनिन थ्योरम की उस अवधारणा का उपयोग करते हैं जिस पर हमने चर्चा की थी तो थेवेनिन रेजिस्टेंस के रूप में केवल 4 ओम रेजिस्टेंस होगा जिसमें कोई भी थेवेनिन वोल्टेज नहीं है इस प्रकार हमारा मूल सर्किट जो बाईं ओर था उसे केवल 4 ओम रेजिस्टेंस से बदला जा सकता है जो कि टर्मिनल a और b से जुड़े थेवेनिन रेजिस्टेंस है इसलिए अब हमारे पास एक बहुत ही सरल सर्किट है जब हम थेवेनिन थ्योरम पर विचार करते हैं और हम इस विशेष लूप के बराबर रेजिस्टेंस को 5 ओम रेजिस्टेंस के रूप में प्राप्त करते हैं और 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स जुड़ा होता है जब आप इस विशेष सर्किट में फिर से KVL लागू करते हैं तो आपको फिर से A करंट प्राप्त होता है इसलिए यदि आप इन दो तरीकों की तुलना करते हैं जहां आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से सर्किट का एनालिसिस करते हैं और फिर आपने करंट के मूल्य का पता लगाने के लिए मेष एनालिसिस पद्धति को लागू किया है तो यहां हमने थेवेनिन थ्योरम का उपयोग किया और तुलनात्मक रूप से सर्किट को बहुत जल्दी सरल किया उस विधि से जहां हम केवल डिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स का उपयोग कर रहे थे जब हम उन्हें कनेक्ट करते हैं और उस मामले में थेवेनिन के बराबर कैसे बनाते हैं और जब हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स जुड़े हों तो सर्किट को कैसे हल करें तो इसके साथ हम इस सप्ताह के सत्रों को बंद कर देते हैं जहां हमने सर्किट की विभिन्न प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन किया हमने सुपरपोज़िशन के साथ साथ थेवेनिन थ्योरम का अध्ययन किया इसलिए अगले सप्ताह हम एक और थ्योरम के साथ शुरुआत करेंगे जिसे नॉर्टन थ्योरम Nortons Theorem कहा जाता है धन्यवाद